इस इकाई में हम नोडल विश्लेषण को देखेंगे जो परिपथों के विश्लेषण के व्यवस्थित तरीकों में से एक है हमने पहले देखा है कि एक सर्किट को पूरी तरह से हल करने के लिए हमें दो B समीकरणों की आवश्यकता होती है जहां B शाखाओं की संख्या है और हमने यह भी देखा है कि N नोड B शाखा सर्किट के लिए हम N माइनस 1 किरचॉफ के करंट कानून Kirchoffs current law समीकरण B लिखेंगे माइनस N प्लस 1 किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law समीकरण और B तत्व संबंध हम दो टर्मिनल तत्वों पर विचार करेंगे लेकिन इन चीजों को बड़ी संख्या में टर्मिनलों के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है तो अब इन दोनों में से आप पहले क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आप पहले KCL समीकरण लिखते हैं या KVL समीकरण विभिन्न प्रकार के विश्लेषण हैं यदि आप सर्किट के N माइनस 1 नोड्स पर केसीएल समीकरणों के साथ शुरू करते हैं तो इसे नोडल विश्लेषण के रूप में जाना जाता है और यदि आप सर्किट के V माइनस N प्लस 1 लूप के आसपास केवीएल समीकरणों से शुरू करते हैं तो इसे लूप विश्लेषण और एक प्रकार के रूप में जाना जाता है जाल विश्लेषण कहा जाता है हम उन चीजों को बाद में देखेंगे हम पहले नोडल विश्लेषण पर विचार करेंगे तो आप सर्किट के N माइनस 1 नोड्स पर केसीएल समीकरणों से शुरू करते हैं यह पता चला है कि यह अधिक कठिन हिस्सा है और इसके बाद इसके समाधान से आप हर चीज की गणना कर सकते हैं और इसके भीतर आप किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law का भी उपयोग कर रहे होंगे तो यह महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे सभी शाखा वोल्टेज और करंट प्राप्त करना काफी आसान हो जाता है तो फिर से हम यहां जो देख रहे हैं वह सर्किट का विश्लेषण करने के व्यवस्थित तरीके हैं जो मनमाने ढंग से बड़े हो सकते हैं उदाहरण के लिए जो हाथ की गणना द्वारा किया जाएगा हम छोटे सर्किट पर विचार करेंगे लेकिन ठीक उसी तकनीक को बहुत बड़े सर्किट तक बढ़ाया जा सकता है तो मैं कुछ उदाहरण लेता हूं और शुरू में मैं रेसिस्टर और स्वतंत्र करंट स्रोतों से युक्त सर्किट पर विचार करूंगा यह बाद में स्पष्ट हो जाएगा कि हम इसके साथ क्यों शुरू करते हैं यह नोडल विश्लेषण के लिए सबसे आसान मामला है तो मुझे काम करने के लिए एक उदाहरण के रूप में कुछ सर्किट नीचे रखना चाहिए इसलिए मैंने चार नोड्स और कई रेसिस्टर और करंट स्रोतों के साथ एक सर्किट के रूप में माना और मुझे इन I 1 I 3 R 1 1 R 2 2 R 3 3 R 1 2 और R 2 3 को लेबल करने दें तो अब जब मैं केसीएल समीकरण लिखता हूं तो मैं क्या लिखता हूं मैं प्रत्येक नोड को देखूंगा यहां चार नोड हैं 1 2 3 और 4 मैं चार नोड्स में से कोई तीन चुनता हूं और उन सभी नोड्स पर केसीएल समीकरण लिखता हूं अब मुझे उपेक्षा करनी होगी मुझे केसीएल समीकरण लिखते समय एक नोड को छोड़ना होगा और इस उदाहरण में मैं इसे छोड़ना चुनूंगा और इन तीन नोड्स पर केसीएल समीकरण लिखूंगा जिन्हें मैं 1 2 और 3 लेबल करने जा रहा हूं अब प्रत्येक नोड पर मैं स्वतंत्र स्रोतों से आने वाले करंट के बराबर होने के लिए नोड से बाहर जाने वाले करंट का योग लिखता हूं तो जिस तरह से हम अपने सभी समीकरणों को सेट करेंगे वह इस प्रकार है अज्ञात के बीच कुछ संबंध होंगे कुछ भाव अज्ञात होंगे और जो स्वतंत्र स्रोतों के बराबर होंगे जो ज्ञात हैं और इसे हल करके हम अज्ञात के लिए हल करेंगे तो मेरा मतलब यह है कि जब मैं समीकरण लिख रहा होता हूं तो मैं स्वतंत्र स्रोतों वाले शब्दों को दाहिनी ओर धकेल दूंगा और अज्ञात वाले शब्दों को बाईं ओर के चरों को बनाए रखूंगा अब अनिवार्य रूप से मुझे जो लिखना है वह उदाहरण के लिए है मुझे यह लिखना है कि यहां करंट मैं इसे अभी के लिए मैं 1 1 1 कहता हूं और वहां पर करंट 1 1 2 जो स्वतंत्र से आने वाले करंट के बराबर होना है स्रोत तो अनिवार्य रूप से मुझे I 1 1 प्लस I 1 2 बराबर I 1 लिखना होगा अब I 1 1 और I 1 2 रेसिस्टर के माध्यम से करंट हैं जैसे मैंने कहा कि हम रेसिस्टर और स्वतंत्र करंट स्रोतों और स्वतंत्र करंट स्रोतों के साथ सर्किट देख रहे हैं दाहिने हाथ की ओर दिखाई देते हैं तो बाईं ओर उन सभी में रेसिस्टर के माध्यम से करंट होती हैं अब मुझे हल करने के लिए कुछ चरों का चयन करना होगा जैसे मैंने कहा कि नोडल विश्लेषण करते समय मैं केसीएल समीकरणों के साथ शुरुआत करूंगा लेकिन समीकरणों की शर्तों को लिखते समय मैं किरचॉफ के वोल्टेज कानून Kirchoffs voltage law के साथ साथ तत्व संबंधों का भी उपयोग करूंगा इस विशेष मामले में एक रेसिस्टर का VI संबंध तो मुझे इस विशेष नोड को लेने दें और इसे I 1 1 को रेसिस्टर के पार वोल्टेज और रेसिस्टर मान के संदर्भ में फिर से लिखें अब हमारे नोडल समीकरणों को निर्धारित करने से पहले मुझे कुछ चरों को वोल्टेज के रूप में चुनना होगा जिन्हें मैं हल करूंगा और नोडल विश्लेषण के लिए समीकरण लिखते समय मैं अपने चर के रूप में एक सामान्य संदर्भ नोड के संबंध में नोड वोल्टेज का चयन करूंगा संदर्भ नोड वह नोड होगा जिस पर मैं केसीएल समीकरण नहीं लिख रहा हूं तो सभी नोड वोल्टेज इस नोड को संदर्भित करते हैं और आप संदर्भ नोड पर केसीएल समीकरण नहीं लिखते हैं हमारे विशेष सर्किट में नीचे का यह नोड संदर्भ नोड है और मेरे पास ये तीन चर V 1 V 2 और V 3 हैं ये संदर्भ नोड के संबंध में वोल्टेज हैं जब मैं V1 कहता हूं तो यह इस एक के संबंध में है यह इस नोड और इस संदर्भ नोड के बीच वोल्टेज है कभी कभी संदर्भ नोड को ग्राउंड नोड के रूप में भी जाना जाता है इसी तरह V2 नोड 2 और संदर्भ नोड के बीच है और V3 नोड 3 और संदर्भ नोड के बीच है मैं इन चरों V 1 V 2 और V 3 को प्राथमिक चर के रूप में उपयोग करूंगा और अपने समीकरण लिखूंगा